डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं और यह चौथा भाग है उस श्रृंखला में चौथा मॉड्यूल पिछले मॉड्यूल में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी और अवधारणाओं के आधार पर हम आज के मॉड्यूल में रिलेशनल में सीखेंगे

तो हमारे विषय 3NF और BCNF में तीन नार्मल फॉर्म्स होंगे तो नार्मल फॉर्म्स से शुरू होता है तो डेटाबेस करने की आवश्यकता क्यों है

इस सवाल का जवाब इस तथ्य में निहित है कि एक रिलेशनल पर निर्भर करता है जिसे हम इसके लिए उपयोग कर रहे हैं लेकिन अगर हमारे पास अतिरेक से छुटकारा चाहते हैं तो हम जल्दी से विसंगतियों हैं और आप पंक्ति को दो प्रविष्टियों में देख सकते हैं जिसमें Employee ID 519 के लिए अंतिम दो पंक्तियाँ हैं और इन दो अलग अलग पंक्तियों में दो अलग अलग पते हैं इसलिए यदि हम जानते हैं कि Employee का एक अद्वितीय पता होगा या दूसरे शब्दों में यदि Employee ID →Employee address है तो यह स्थिति संभव नहीं है तो लेकिन जब हम अपडेट होने की है इसलिए इसे अपडेट हैं और हमारे पास faculty ID name the hire date और course name स्वाभाविक रूप से faculty ID दिया गया है faculty का name और hire date अद्वितीय होनी चाहिए अब मान लीजिए कि एक नया faculty जुड़ता है और जैसे ही faculty उसके साथ जुड़ता है या उसके पास निर्धारित course नहीं होता है इसलिए यदि हम उस रिकॉर्ड करना बंद कर दे तो 389 और संबंधित course कोड में ये कठिनाइयाँ हैं और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं इसलिए इस संकल्प स्कीमा हैं एक जो पते के साथ ID रखता है और एक वह जो कौशल के साथ ID बनाए रखता है तो उस status में क्या होगा यदि प्रत्येक ID के लिए पता दोहराया नहीं जाएगा इसलिए यदि पता अपडेट भी गायब हो जाती है इसलिए ये विसंगतियां की प्रक्रिया का ध्यान रखकर इसे हटाया जा सकता है अब जब हम डेकोम्पोस में परीक्षण योग्य हो सकता है इसलिए सभी फंक्शनल डिपेंडेंसी कर दिया है तो नॉर्मलिज़शन में एक अच्छे सकारात्मक हैं बेशक ये केवल नार्मल फॉर्म किए गए अध्ययन करेंगे लेकिन पहले हमें पहले नार्मल फॉर्म में है लेकिन एक नार्मल फॉर्म थी तो यहाँ एक और उदाहरण है जहाँ हम यह दर्शा रहे हैं तो यह संभव है कि अगर मेरे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी X → Y है जो ऐट्रिब्यूट्स नहीं है मेरे पास X में मान 1 होने वाली दो पंक्तियाँ हो सकती हैं और चूंकि मूल्य X में 1 है इन दोनों पंक्तियों के लिए मान Y समान होगा और हमारे पास इसकी अतिरेक बनाती हैं और इसलिए ऐसे उदाहरण संभव हैं जबकि यदि आप दाएं कॉलम है तो ऐसे उदाहरण नहीं होंगे स्पष्ट रूप से दूसरे नार्मल फॉर्म में नहीं है इसलिए यदि Y उम्मीदवार कुंजी न हो तो यहाँ मैं एक उदाहरण दिखा रहा था जहाँ बाईं ओर आप देख सकते हैं कि SID और Cname मिलकर एक कुंजी है और उसी का परिणाम है कि आप पहली दो पंक्तियों में देख सकते हैं या तीसरी और चौथी पंक्ति में आप देख सकते हैं कि Sname दोहराया गया है इसलिए अतिरेक के रूप में योग्य नहीं है तो R1 और R2 दोनों दूसरे नार्मल फॉर्म भी है लेकिन यह फिर से दूसरे नार्मल फॉर्म जो कार्यात्मक रूप से SID और product और quantity मूल्यों द्वारा निर्धारित की जाती है इसलिए कि टेबल नहीं है इससे पहले हमारे पास SID → status एक आंशिक डिपेंडेंसी होगा और वहाँ status निरर्थक बनी रहेगी और उस कारण से हमें अगले प्रकार के नार्मल फॉर्म स्रोत क्या हैं जो आप 2 NF में हो सकते हैं 3NF में तीसरा नार्मल फॉर्म सबसे पहले 2 NF में होना चाहिए इसलिए हम पहली परिभाषा देख रहे हैं कि ये तीन प्रकार की परिभाषाएँ हैं जो सभी दी गई हैं जो वास्तव में समान हैं आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वे धीरे धीरे क्यों और कैसे समतुल्य हैं आप समझने लगेंगे लेकिन हम इसे तीन अलग अलग रूपों में लेते हैं क्योंकि परिभाषा का प्रत्येक रूप हमें अनुमति देता है तीन नार्मल फॉर्म हो सकता है वैकल्पिक रूप से ज़ानिलो है

तो इस तरह की स्थिति भी है जैसा कि आपने पहले देखा था यह भी बॉयस कॉड नार्मल फॉर्म इसलिए यदि A कुछ कुंजी की जांच करना हम वास्तव में जाँच करेंगे कि क्या तीनों में से कोई एक शर्त रखती है तो यह ट्रान्सिटिव डिपेंडेंसी की एक परिभाषा है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है तो मैं इस पर छोड़ दूंगा एक बहुत अलग तरह की रिलेशनशिप है जो हमारे पास है तो यहाँ एक पूर्व उदाहरण है जहाँ आप इस चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यदि आप इस चित्र पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि SID → city और city → status तो यह है कि यह ट्रान्सिटिव डिपेंडेंसी है कि SID → status है इसलिए अगर ऐसा होता है और status रेडंडेंट है तो ये ऐसे अन्य उदाहरण हैं जिनसे आप गुजर सकते हैं जहां हमने एक s ID i ID और dept name का उदाहरण लिया है और दिखाया है कि आपको किस प्रकार की समस्याएं हैं आप इसमें शामिल हो सकते हैं इस मामले में आप देख सकते हैं कि संबंध वास्तव में वहां है क्योंकि दो उम्मीदवार कुंजी में निहित है तो यह है कि यह status के कारण 3 NF में है जो हमने दिखाया है तो जब आप लेकिन यह वह जगह है जहाँ आप कर सकते हैं इस स्कीमा के कारण हैं कि आप इस मामले में अशक्त मूल्यों का उपयोग करने में सक्षम हैं तो एक थर्ड नार्मल फॉर्म आ रहा है और ये विभिन्न मामले हैं जिनकी हमें जाँच करनी है तो आगे क्या इसलिए हमने अलग अलग नार्मल फॉर्म्स नहीं है तो अब इस पर एक नज़र डालेंगे कि कैसे अगर मुझे एक रिलेशनल कर सकते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से सवाल यह है कि क्या यह हमेशा किया जा सकता है यह मूल प्रश्न है कि क्या मैं हमेशा एक स्कीमा में करती है जो बड़े मूल्य का है क्योंकि हमने कहा है कि हमारे डेकोम्पोसिशन होता है इसलिए स्वाभाविक रूप से अलग अलग एल्गोरिदम बहुपद समय में ही किया जा सकता है

तो आपके पास क्या है जो डेकोम्पोसिशन में मौजूद है आप गणना करते हैं कि आप एक रिलेशन बनाते हैं यह एक बहुत ही सरल एल्गोरिथ्म है लेकिन मैं इन चरणों में नहीं जाऊंगा इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रिलेशन है जो हम साबित नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सिर्फ उस परिणाम का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ एक स्कीमा लेने के लिए अलग अलग रूप में देखना है इसलिए यदि आप गणना करते हैं तो न्यूनतम कवर में विलुप्त है तो आप इसे हटा सकते हैं और कुछ और नहीं है तो आपके कैनोनिकल कवर उत्पन्न करेंगे अब एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि यदि आप मूल कुंजी है तो गलती का पता लगाने और हटाने के अंत में तो यह विस्तृत एल्गोरिथ्म की गारंटी देता है इसलिए मैंने आपके लिए कुछ अभ्यास समस्याएं दी हैं जिनका मैंने समाधान भी दिया है लेकिन समाधान प्रस्तुति के वर्तमान दौर में नहीं है आप उन्हें प्रस्तुति में छुपी हुई स्लाइड में समाधान को देखते हैं तो दो समस्याएं हैं इसलिए यह एक दूसरा है और आप उन्हें उस तरीके से हल कर सकते हैं इसके बाद हम जल्दी से BCNF बॉयस कॉड के नार्मल फॉर्म पर पुनरावृत्ति करेंगे जो हमने पहले देखा था और हम जानते हैं कि बॉयस कॉड नार्मल फॉर्म के लिए परीक्षण कर सकते हैं जिसका वर्णन यहां किया गया है मैं चरणों में नहीं जा रहा हूं और यहाँ यह निर्धारित करने के लिए अधिक विस्तृत औपचारिक एल्गोरिथ्म में है तो मैं बस जल्दी से एल्गोरिथ्म करता है तो एक जिसे आप A और B की ऐट्रिब्यूट्स है और यह A और B का निर्धारण करेगा क्योंकि A → B तो A → A B जो पूरे R1 का है

इसलिए स्वाभाविक रूप से दोषरहित जुड़ाव होगा यदि आप रुचि रखते हैं तो समझने के लिए यहां औपचारिक एल्गोरिथ्म फिर से है अन्यथा आप जानते हैं कि यह कैसे करना है फिर से मैंने एक और उदाहरण यहाँ दिखाया है जो यह दिखा रहा है कि BCNF में कैसे डेकोम्पोस नहीं है तो आप उन्हें डेकोम्पोस है और फिर आप आश्वस्त हो जाते हैं कि course BCNF में है लेकिन अन्य class 1 ऐसा नहीं है क्योंकि classroom और section के संदर्भ में प्रतिस्थापित करते हैं और दोनों ही BCNF में हैं और आप इसके साथ संपन्न होते हैं लेकिन BCNF जैसा कि मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं कि BCNF डिपेंडेंसी नहीं करेगा फिर से मैंने यहां अभ्यास समस्याओं का एक सेट में आश्वस्त हो जाओ अब 3NF में रिलेशन के रूप में स्वीकार करेंगे यह अभी भी संभव है और हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं इसलिए हमने नार्मल फॉर्म्स किया जाए